सभी को नमस्कार पिछले व्याख्यान में मैंने उल्लेख किया है कि अपशिष्ट गर्मी वसूली प्रणालियों के डिजाइन और नियोजन के लिए थर्मोडायनामिक सिद्धांत आवश्यक हैं और जैसे हमने थर्मोडायनामिक सिद्धांतों के कुछ पुनर्पूंजीकरण शुरू किए हैं हम थर्मोडायनामिक सिद्धांतों और थर्मोडायनामिक गतिशीलता में विस्तार से नहीं देख रहे है लेकिन सिर्फ थर्मोडायनामिक्स के महत्वपूर्ण नियमों थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांतों और उन्हें अपशिष्ट गर्मी वसूली के सिद्धांत से जोड़ के देखने पर जोर देना है इसलिए हमने थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के साथ शुरुआत की है इसलिए यदि हम संक्षिप्त में जल्दी से थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम पहले हमें बंद सिस्टम के लिए थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम लिखना चाहिए बंद प्रणाली के लिए द्रव्यमान स्थिर है प्रणाली का द्रव्यमान स्थिर है क्योंकि कोई द्रव्यमान सिस्टम में प्रवेश नहीं कर सकता है या कोई भी द्रव्यमान प्रणाली को नहीं छोड़ सकता है और फिर चक्रीय प्रक्रिया के लिए हम लिख सकते हैं ∮δQ ∮δW Q गर्मी है और W काम है यदि हम एक एकल प्रक्रिया लेते हैं नाकी एक चक्रीय प्रक्रिया लेकिन विभेदक रूप में एक एकल प्रक्रिया के लिए हम δQ dU δW लिख सकते हैं जहां यू मैंने बताया है आंतरिक ऊर्जा और यह विभेदक रूप में है यदि हम 1 से 2 के अवस्था में परिवर्तन पर विचार करते हैं तो 1Q2 1W2 लिख सकते है तो यहां हम अंतर देख सकते हैं यहां हमने लिखा है 1Q2 यह उस ऊष्मा स्थानांतरण को दिखा रहा है जो अवस्था एक से अवस्था दो के बीच हो रही हैं इसी तरह से 1W2 कार्य स्थानांतरण अवस्था के परिवर्तन के कारण दिखा रहा है वही U आंतरिक ऊर्जा सिस्टम के अवस्था दो की है और U1 आंतरिक ऊर्जा सिस्टम की अवस्था एक की है जैसा कि हम जानते हैं की आंतरिक ऊर्जा एक विशेषता है तो हम लिख सकते हैं की किसी प्रोसेस के लिए जो अवस्था एक और अवस्था दो के बीच हो रही है लेकिन ऊष्मा और कार्य path फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं 1Q 2 और 1W2 यह समीकरण अवस्था एक और 2 के बीच की प्रणाली के लिए है हम इस समीकरण को द्रव्यमान के रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी प्रणाली में द्रव्यमान स्थिर रहता है तो हम लिख सकते हैं प्रति यूनिट द्रव्यमान 1q2 1w2 जहां q और w को छोटे अक्षरों से दर्शाया गया है यह ऊष्मा स्थानांतरण प्रति यूनिट द्रव्यमान और कार्य स्थानांतरण प्रति उन्हें द्रव्यमान को दिखा रहे हैं u2 ऊर्जा की अवस्था दो में प्रति में द्रव्यमान और u1 आंतरिक ऊर्जा प्रति उन्हें द्रव्यमान अवस्था एक की दिखा रहे हैं तो यह एक बंद प्रणाली या एक निश्चित द्रव्यमान वाली प्रणाली के लिए है अब हम यह समीकरण खुली प्रणाली के लिए लिखेंगे खुली व्यवस्था के लिए हमने प्रथम नियम लिखा है जो कि स्थिर अवस्था और स्थिर प्रवाह के लिए है मैं उस स्थिति पर जोर देना चाहूंगा जिसमें स्थिर अवस्था और इससे प्रवाह बहुत ही कॉमन है एक औद्योगिक परिस्थिति में समय के साथ प्रवाह परिवर्तित होगा और अवस्था परिवर्तित होगी परंतु ज्यादातर औद्योगिक व्यवस्था में स्थिर अवस्था रहती है तो हम स्थिर अवस्था में विश्लेषण करेंगे मैं स्थिर अवस्था के लिए समीकरण लिख रहा हूं जो इस प्रकार है m he Ve22 gZe m hi Vi22 gZi Q − W मुझे प्रत्येक पद की व्याख्या करने दे बाएं हाथ की ओर हमें खुली व्यवस्था से बाहर निकलने पर ऊर्जा परिवहन मिला है जिसे नियंत्रण वॉल्यूम के रूप में भी जाना जाता है दाई साइड में पहला पद ऊर्जा परिवहन जोकि कंट्रोल वॉल्यूम शॉर्ट फॉर्म सीवी के प्रवेश पर दूसरा पाठ ऊष्मा स्थानांतरण DCV को और तीसरा टर्म कार्य स्थानांतरण सीवी द्वारा तो हम यह देख सकते हैं कि हमें कुछ ऊर्जा संतुलन के रूप में मिल रहा हैं मूल रूप से हमें सराहना करनी होगी कि यह एक दर समीकरण है और हमें बाएं हाथ की ओर किसी प्रकार का संतुलन मिल रहा है हमें खुली व्यवस्था के निकास पर ऊर्जा परिवहन की दर मिली है नियंत्रण मात्रा या खुली प्रणाली के प्रवेश पर ऊर्जा परिवहन की दर के बराबर नियंत्रण वॉल्यूम द्वारा किए गए कार्य की मात्रा और दर को गर्मी हस्तांतरण तो एक ओपन सिस्टम या एक नियंत्रण वॉल्यूम के लिए थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम को इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है स्थिर अवस्था के संचालन पर ध्यान देते है हम यहां केवल एक इनलेट और एक आउटलेट को ले रहे हैं द्रव्यमान कंट्रोल वॉल्यूम के एक द्वार से आ रहा है और कंट्रोल वॉल्यूम के दूसरे द्वार से निकल रहा है h को हम एंथैल्पी कहते हैं जो हमने पहले भी बताया है यह व्यवस्था की एक विशेषता है हम लिख सकते हैं h1u pv जहां u आंतरिक ऊर्जा है p दबाव और v विशेष आयतन है तो अब हम यहां पर देखते हैं की हमें थर्मोडायनेमिक्स के पहले नियम से क्या मिला यह है ऊर्जा सिद्धांत है और यह बताता है की उर्जा को एक तरह से दूसरी तरह में बदला जा सकता है और यह है व्यवस्था की नई विशेषता को बताता है जिसे हम एंथैल्पी कहते हैं और यह निम्न समीकरण के द्वारा दिखाई जाती है h u pv तो हम यह कह सकते हैं की थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम से हम किसी भी व्यवस्था के ऊर्जा का विश्लेषण कर सकते हैं बेस्ट रिकवरी में थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह प्रकृति का सिद्धांत है ऊर्जा के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया जा सकता चाहे हम किसी भी क्वेश्चन को लिखें तो हम इसके द्वारा वेस्ट रिकवरी के प्रणाली का विश्लेषण कर सकते हैं और हम कुछ उदाहरण से समझेंगे हमने एक इनलेट और एक आउटलेट के लिए समीकरण लिखा है परंतु किसी भी प्रणाली में एक से अधिक इनलेट और आउटलेट हो सकते हैं वेस्ट ऊर्जा रिकवरी में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें एक से ज्यादा इनलेट और एग्जिट होते हैं तो हम उसका एक उदाहरण लेते हैं यहां पर हम एक इकोनोमाइजर लेते हैं तो इकोनोमाइजर क्या है जब गरम पदार्थ था दहन होता है तो फ्लू गैस इस डक्ट से गुजरती हैं तो हम यह कह सकते हैं की यह फ्लू गैस मार्ग का हिस्सा है परंतु डक्ट से पहले फ्लू गैस मार्ग का एक हिस्सा और जब गर्म हवा इस से निकलती है तो वह ऊष्मीय ऊर्जा कुछ भाग को इसमें से हम निकाल सकते हैं इसको करने के कई प्रकार हैं पहले प्रकार में उसमें ऊर्जा कोएल स्ट्रक्चर से निकाला जा सकता है ऐसा कुछ योजनाबद्ध तरीके से दिखाया जा सकता है यहां ठंडा पानी अंदर जाता है और जब कोएल में से बाहर आता है तो वह गर्म होता है पानी का तापमान बढ़ता है क्योंकि यह गर्मी स्थानांतरित कर रहा है या यह गर्म उत्पाद से गर्मी निकाल रहा है या फ्लू गैस से गर्मी निकाल रहा है जोकि फ्लू गैस की ऊष्मा से आता है इसलिए मैं लिख सकता हूं कि यह फ्लू गैस मार्ग है यह द्रव के प्रवाह का इकोनोमाइजर कोएल में दिशा है जिसे दिखाया गया है तो मैं इस इकोनोमाइजर कोएल के लिए पहला नियम का विश्लेषण कर सकता हूं तो चलिए मान लेते हैं कि फ्ल्यू गैस का द्रव्यमान mai है उसी द्रव्यमान की फ्ल्यू गैस बाहर जा रही है का maeपानी का द्रव्यमान है पानी का द्रव्यमान दर mwi है और यह भी mwi है वही पानी का द्रव्यमान बाहर निकल रहा है तो हम कैसे लिख सकते हैं यदि हम पिछले समीकरण के बारे में सोचते हैं तो हम लिख सकते हैं m ai hai Vai22 gZai m wi hwi Vwi22 gZwi Q W m ae hae Vae22 gZae m we hwe Vwe22 gZwe तो आप देख रहे हैं कि m द्रव्यमान प्रवाह की दर है और एच आंत्रशोथ है वी वेग है जेड डेटम स्तर है भौतिकी की समस्या को ध्यान में रखते हुए हम इस समीकरण को सरल बना सकते हैं आइए अब हम फ्लू गैस पथों पर विचार करते हैं या डक्ट अच्छी तरह से इनसुलेटेडरोधित है व्यवहार में इसमें से किसी भी तरह का ऊर्जा स्थानांतरण ना तो प्रणाली से प्रतिवेश में होगा और ना ही प्रतिवेश से प्रणाली में होगा तो हम यह कह सकते हैं कि यह व्यवहार में एक तरह की आदर्श प्रणाली है अब यह गर्म गैस है और डक्ट की सतह भी गर्म होती है तो जब भी हम इनसुलेशनरोधित का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ ऊष्मा का नाश होता है यहां पर हम मूल्यांकन हेतु ऐसा मानते हैं की डक्ट से कोई भी ऊष्मा का स्थानांतरण पर्यावरण में नहीं हो रहा है यदि Q जो शुन्य के बराबर है उसमें किसी भी तरह का कार्य नहीं होगा न तो गैस की धारा कोई काम कर रही है और न ही पानी जो कि इकोनोमाइज़र कॉइल से बह रहा है तो कार्य भी शुन्य हो जाएगा हम यह कह सकते हैं कि दोनों धाराओं के बीच एक तरह का ऊर्जा संतुलन है हमारे सामान्य ज्ञान हम यह जानते हैं कि हॉट फ्लू गैसद्वारा जारी ऊर्जा की मात्रा क्या है वह पानी द्वारा ले ली जाती है और हम आगे कुछ सरलीकरण कर सकते हैं हम यह सरलीकरण किस तरह से कर सकते हैं हम हवा की तापीय धारिता एंथेल्पी और वाटर की तापीय धारिता एंथेल्पी के बारे में सोच सकते हैं वे अन्य ऊर्जा टर्म की तुलना में काफी बड़े होंगे जैसे की गतिज ऊर्जा टर्म और संभावित ऊर्जा टर्म हैं इसलिए हमारे आदर्शकरण के अगले चरण में हम क्या कर सकते हैं हम इस शब्द को मुख्य समीकरण से ही हटा सकते हैं तो अगर हम कोशिश करते हैं कि हम जो लिखे हैं वह स्पष्ट रूप से उपरोक्त आकृति में दिखाया गया है तो कृपया बेहतर समझ के लिए इस पर एक नज़र डालें हम एक सामान्य समीकरण जो की प्रथम नियम का है से शुरू करते हैं यह प्रथम नियम का खुले प्रणाली के लिए समीकरण है जिसमें दो इनलेट और दो एग्जिट हैं हम इसके लिए एनर्जी एक्सचेंज का समीकरण लिखे हैं यह हमारे सामान्य ज्ञान का अनुपालन कर रहा है कि हम जानते हैं कि फ्ल्यू गैस द्वारा जारी की जाने वाली ऊष्मा गर्म फ्ल्यू गैस है जो कि उस पानी से निकाली जाएगी जो इकोनोमाइज़र कॉइल से बह रही है और फ्ल्यू गैस द्वारा छोड़ी गई गर्मी द्रव्यमान प्रवाह दर में परिवर्तन के बराबर है जो एंथेल्पी में परिवर्तन से गुणा होता है एंथेल्पी कम हो गया है तो इसीलिए यह एक सकारात्मक टर्म होगा और धारास्ट्रीम द्वारा खारिज की गई गर्मी या फ्ल्यू गैस स्ट्रीम एक सकारात्मक शब्द होगा इसी प्रकार यह ऊष्मा द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगा जल धारास्ट्रीम द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करना इसलिए इसे फिर से एंथेल्पी में परिवर्तन से गुणा की गई जलधारा के द्रव्यमान दर से दिया जाता है अब एंथेल्पी कैसे निर्धारित करें आप में से अधिकांश को कुछ अंदाजा हो सकता है हम चर्चा करेंगे कि एंथेल्पी को कैसे निर्धारित किया जाए तो इस मामले में आप देखते हैं कि हम ऊष्मप्रवैगिकी से क्या कर सकते हैं हम कहते हैं कि हम फ्ल्यू गैसकी इनलेट स्थिति और इनलेट गुण को जानते हैं जो कि किसी भी प्रकार की एंथेल्पी है हम फ्ल्यू गैस की आउटलेट गुण को जानते हैं तो फिर हम फ्ल्यू गैस के थैलेपी परिवर्तन को जानते हैं फ्ल्यू गैस के द्रव्यमान प्रवाह दर को भी जानते हैं जल प्रवाह की द्रव्यमान दर भी ज्ञात है और पानी का इनलेट तापमान ज्ञात है तो हम पानी के आउटलेट तापमान को निर्धारित कर सकते हैं इसलिए मान लीजिए कि मेरे पास किसी प्रकार के एक इकोनोमाइज़र है और ऊर्जा के उस हिस्से का उपयोग करना है जो कि फ्ल्यू गैस द्वारा निकाल लिया जाता है जो अन्यथा वायुमंडल में रिहा किया जाएगा हम इसका उपयोग करना चाहते हैं हमारे पास इस तरह की प्रणाली हो सकती है और पहले नियम से हम विश्लेषण कर सकते हैं कि हम कितनी ऊर्जा निकाल सकते हैं एक गहन विश्लेषण किया जा सकता है जब हम हीट ट्रांसफर अंतर्गत करते हैं और हमें कॉयल वगैरह के वेग और ज्यामितिरेखागणित ज्ञात है यह जानने के लिए कि हीट ट्रांसफर की दर क्या है तो अगर हमें फ्ल्यू गैस की इनलेट स्थिति और पानी की प्रवाहस्ट्रीम की इनलेट स्थिति को जानते हैं अगर हम उनके द्रव्यमान प्रवाहस्ट्रीम दर को जानते हैं हम यह पता लगाने में सक्षम होंगे कि गर्मी हस्तांतरण की दर क्या होगी और पानी की प्रवाह को कितना गर्म किया जा सकता है तो आप ऊष्मप्रवैगिकी का पहला नियम लागू करके देखते हैं हमने अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली का विश्लेषण या डिजाइन करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है और फिर से अगर हम गर्मी हस्तांतरण के नियमों को लागू करते हैं तो हम बहुत बेहतर विश्लेषण करने में सक्षम होंगे हम इकोनोमाइज़र कॉइलको आकार देने में सक्षम हो इसलिए जैसा कि मैंने पिछले कुछ व्याख्यान में बताया है कि ऊष्मागतिकी और ऊष्मा अंतरण बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि ऊष्मागतिकीय सिद्धांतों का उपयोग अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली के विश्लेषण के लिए कैसे किया जा सकता है इसके साथ ही हम ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं इसलिए फिर से मैं ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम के विवरण में नहीं जाऊंगा क्योंकि यह ऊष्मप्रवैगिकी के पाठ्यक्रम में किया जाता है मैं ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम की मुख्य विशेषता दूंगा आइए पहले देखें कि हमें दूसरे कानून से क्या मिलता है पहले कानून हमें ऊर्जा विनिमय की मात्रा के बारे में कुछ विचार देता है जब ऊर्जा रूपांतरण की एक विशेष प्रक्रिया होती है दूसरा कानून वास्तव में कुछ और देता है दूसरा कानून पहले कानून के अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारी देता है तो हम ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम पर चर्चा कर रहे हैं और यह हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देगा और इस जानकारी का अधिकांश हिस्सा डिज़ाइन और विश्लेषण के लिए अपशिष्ट वसूली प्रणालियों के डिज़ाइन और विश्लेषण के लिए सीधे लागू होगा तो पहली चीज जो हमें मिलती है वह की एक प्रक्रिया दिशा क्या है इसलिए जो प्रक्रियाओं प्रकृति में घटित होती हैं और जो उद्योग में भी होती हैं उनकी एक पसंदीदा दिशा होगी और दूसरा नियम हमें यह दिशा देगा तो यह भी बताया जा सकता है कि यह रुपांतरण की सीमा देता है इस बात की थोड़ी व्याख्या करने की आवश्यकता है कि दूसरा नियम रुपांतरण की सीमाएँ कैसे देता है मान लीजिए हम ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं इसलिए मान लीजिए हम काम को गर्मी में रुपांतरण कर रहे हैं और हम फिर से काम को गर्मी में रुपांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं तो कितना काम गर्मी में परिवर्तित किया जा सकता है निर्दिष्टित काम की एक मात्रा है या यदि निर्दिष्टित कार्य हस्तांतरण की एक मात्रा है इसे गर्मी हस्तांतरण में कितना परिवर्तित किया जा सकता है यह हम दूसरे नियम से प्राप्त कर सकते हैं और यदि वहां गर्मी हस्तांतरण की एक दी गई मात्रा है और कितनी गर्मी को उपयोगी कार्य में बदला जा सकता है यह भी हम दूसरे नियम से प्राप्त कर सकते हैं फिर दूसरा नियम अन्य जानकारी देता है जो अपरिवर्तनीय है तो अपरिवर्तनीयता की अवधारणा ऊष्मप्रवैगिकी का दूसरा नियम द्वारा पेश की गई है यह नहीं कहती है कि थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम एक प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं यह केवल प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा रूपांतरण कहती है कि क्या प्रक्रिया आगे की दिशा में जा सकती है और फिर इसे किसी अन्य स्थान पर बदलाव किए बिना उसी तरह से पीछे की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बनाया जा सकता है या नहीं यह थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम द्वारा नहीं कहा गया है लेकिन दूसरा नियम कहता है कि क्या एक प्रक्रिया जिसे वापस लौटाया जा सकता है और सिस्टम को पर्यावरण में कोई बदलाव किए बिना वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में ले जाया जा सकता है या नहीं यह संभव है या नहीं दूसरे नियम द्वारा बताया गया इसलिए अगर किसी भी प्रक्रिया में यदि अपरिवर्तनीयता अंतर्निहित है तो इसे बिना कहीं और कोई बदलाव किये वापस नहीं किया जा सकता है यदि यह एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है तो केवल इसे वापस मोड़ दिया जा सकता है तो फिर यह अपरिवर्तनीयता की एक बहुत ही उपयोगी अवधारणा देता है जो यह जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक प्रक्रिया से कितनी उम्मीद कर सकते हैं हम कैसे आधार बना सकते हैं कैसे हम अपरिवर्तनीयता को कम करके एक प्रक्रिया से सर्वश्रेष्ठ कार्य ले सकते हैं ये ऊष्मप्रवैगिकी के पहले नियम से संभव नहीं हैं लेकिन ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम से ये चीजें संभव हैं मैं यहां समाप्त करना चाहूँगा तो मैं ऊष्मप्रवैगिकी के दूसरे नियम के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने के मध्य में हूं और हमें ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से क्या पता चलता है मैं इसे दूसरे सप्ताह में अगले व्याख्यान में जारी रखूंगा